हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं इस व्याख्यान में हम क्लॉक स्क्यू को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ सामान्य रणनीतियों के बारे में बात करेंगे क्योंकि अंततः यही हमारी समस्या हैं यदि आप याद करें तो हमने कहा था कि एक क्लॉक की पिन से हमें एक क्लॉक का जाल बिछाना होगा जो को सभी टर्मिनल बिंदुओं को क्लॉक संकेत फीड करेगा और हमें इस समग्र नेटवर्क में इस स्क्यू को नियंत्रित करना होगा तो किसी भी 2 टर्मिनल बिंदुओं पर क्लॉक संकेत या क्लॉक के एज के आगमन के समय में अधिकतम अंतर एक सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए इसलिए पहले हम क्लॉक के स्क्यू को कम करने के लिए व्यापक रणनीतियों को देखें तो अब यह समझे कि 2 मुख्य रणनीतियाँ क्या हैं पहली रणनीति कहती है कि सभी क्लॉक इनपुट को एक साथ बंद करें अच्छा तो इसका क्या मतलब है तो मैं इसे विस्तार से बताता हूँ मान लीजिए कि मेरे पास एक चिप है आइए मान लें कि मेरी सभी क्लॉक क्लॉक इनपुट का मतलब है जिन जगहों पर मुझे घड़ी सिग्नल फीड करना है वे सभी एक साथ स्थित हैं और मान लें कि यह मेरी तथाकथित क्लॉक पिन है जहां से क्लॉक सिग्नल मेरी चिप में प्रवेश कर रहा है इसलिए जो भी रणनीति मैं इस क्लॉक सिग्नल को ऊपर ले जाने के लिए उपयोग करता हूं मैं इस तरह से कुछ कनेक्शन का उपयोग कर सकता हूं अब एक बात स्पष्ट है कि इस नेट का एक बड़ा हिस्सा है यह हिस्सा आम है और यहाँ इस इलाके में कुछ भिन्नता है 2 तार की लंबाई थोड़ी अलग है तो कुल मिलाकर यह स्क्यू इस स्थानीय क्षेत्र में तारों की परिवर्तनशीलता तक सीमित होगा अब अगर इस क्लॉक पिन को एक छोटे से क्षेत्र के भीतर स्थित होने के लिए विवश किया जाता है तो यह अधिकतम भिन्नता जिसे हम उस भिन्नता के बारे में बता रहे हैं उसे भी नियंत्रित किया जा सकता है तो इस रणनीति का मतलब है हालांकि यह सरल दिखता है लेकिन व्यावहारिक रूप से शामिल करना आसान नहीं है क्योंकि एक सामान्य चिप में आपको लगभग हर जगह क्लॉक की आवश्यकता होगी आप यह नहीं मान सकते हैं कि क्लॉक केवल एक छोटे से ज्यामितीय क्षेत्र में स्थित या केंद्रित होंगी इसलिए यह पहली रणनीति थी पर इस रणनीति को सामान्य रूप से लागू करना मुश्किल है दूसरी रणनीति यह है कि हम उन्हें एक साथ लाने की कोशिश न करें लेकिन हम देरी को संतुलित करने का प्रयास करें तो एक ही क्लॉक पिन सिग्नल को फीड कर रहा है लेकिन हमें तारों को इस तरह से रूट करें कि देरी सही तरीके से संतुलित हो रही है इसलिए जैसा कि मैंने कहा था कि पहली रणनीति को लागू करने में कठिनाई के कारण हम आम तौर पर दूसरी रणनीति का उपयोग करते हैं तो पहले दूसरी रणनीति पर ध्यान दें अब यह दूसरी रणनीति फिर से मोटे तौर पर अगर आपको लगता है कि हम कुछ चीजों को करने की कोशिश कर सकते हैं पहला दृष्टिकोण यह हो सकता है कि जैसे मेरे पास एक निश्चित संख्या में पिन हैं जहां मुझे क्लॉक सिग्नल भेजना है इसलिए मैं कुछ सिग्नल के साथ क्लॉक सिग्नल में से प्रत्येक के लिए स्वतंत्र लाइनें खींचने की कोशिश करता हूं जैसे कि विलंब लगभग बराबर है या मैं एक सामान्य प्रकार के नेटवर्क को लेआउट करने का प्रयास करता हूं बाद में मैं किसी तरीके से नेटवर्क से पिन्स को जोड़ने का प्रयास करूंगा सामान्य नेटवर्क को रखना आसान होगा यह इस अर्थ में अधिक सामान्य होगा कि क्लॉक लगभग पूरे चिप में उपलब्ध होंगी और फिर सटीक पिन स्थान जहां भी वे होते हैं आप निकटतम क्लॉक बिंदु से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं हम बाद में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे तो पहला विकल्प जो मैंने यहां बात की इसे कभी कभी स्पाइडर लेग डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है जिसमे कई विशिष्ट विशेषताएं हैं मैं इसे समझा रहा हूं पहले यह देखें कि स्पाइडर लेग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा दिखता है आप देखते हैं कि आपके पास एक क्लॉक स्रोत है जो चिप के बाहर से आ सकता है आपके पास एक शक्तिशाली ड्राइवर है क्योंकि यह ड्राइवर इन सभी शाखाओं को करंट की आपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए शाखाओं की संख्या ज्यादा भी हो सकती है तो ये अंतिम बिंदु हैं जहां क्लॉक के सिग्नल की आवश्यकता होती है मैं उन्हें क्लॉक पिन का नाम देता हूं और क्योंकि वे मनमाने ढंग से स्थित हैं ये शाखायें मकड़ी के पैरों की तरह दिखेंगे एक बात आपको इस स्क्यू और जिटर की कमी और आवश्यकताओं के कारण बताता हूं यह क्लॉक सिग्नल को भी बाद में हम पावर और ग्राउंड सिग्नल देखेंगे उन्हें सिग्नल राउटिंग की तुलना में एक ही लेयर पर रखा गया है जहाँ आप जानते हैं 2 लेयर या 3 लेयर पर इस तरह की राउटिंग की जाती है इसलिए जब भी हम एक परत से दूसरी परत पर स्विच करते हैं तो एक तार कनेक्शन होता है लेकिन क्लॉक में जब भी आपके पास एक तार कनेक्शन होता है जो अतिरिक्त देरी को उकसाएगा इसलिए हम जो देरी कर रहे हैं उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए क्लॉक या बिजली में हम सामान्य रूप से इस तरह के तारों का उपयोग नहीं करते हैं इसका मतलब है कि हम केवल तभी उपयोग कर सकते हैं जब आवश्यक नहीं अन्यथा हम यथासंभव उसी स्तर पर तारों को बिछाने की कोशिश करते हैं तो इस ड्राइवर को काफी शक्तिशाली होना चाहिए इसलिए शक्तिशाली चालक बनाने के कई तरीके हैं हम थोड़ी देर बाद इस बारे में बात करेंगे इसलिए वापस जा रहे हैं तो हम एक ड्राइवर का उपयोग करते हैं और मान लीजिये N पॉइंट्स हैं N घड़ी पिन हैं हम इन सभी N पिन को चला रहे हैं इसलिए क्लॉक के स्रोत से प्रत्येक गंतव्य तक एक अलग तार जाएगा अब एक बात जो उन लोगों के लिए है जो ट्रांसमिशन लाइनों से परिचित हैं वे जानते होंगे कि जब भी आप एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन चला रहे होते हैं तो प्रतिबिंब और अन्य समस्याओं जैसे कुछ प्रभाव होते हैं जिनकी वजह से हमें आम तौर लाइन के अंत पर एक समाप्ति प्रतिरोध का उपयोग करना पड़ता है देखें पहले जब आप नेटवर्क केबल बिछाते थे जिन्होंने उन पतले और मोटे ईथरनेट केबल को देखा है तो अंत में आमतौर पर 75 ओम या 300 ओम समाप्ति प्रतिरोध जुड़ा हुआ था जो ट्रांसमिशन लाइन आवश्यकताओं के संबंध में आवश्यक है तो यहाँ भी यह कुछ इस तरह होगा इन टांगों को ट्रांसमिशन लाइनों के रूप में माना जा सकता है तो इस ट्रांसमिशन लाइन के अंत में आप समाप्ति के लिए एक प्रतिरोध का उपयोग कर सकते हैं तो ये अतिरिक्त ओवरहेड्स हैं लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो कुल लोड प्रतिरोध R N आउटपुट हैं देखें यह प्रतिरोध R है इन्हे हम R R R R कहते हैं इन सभी प्रतिरोधों को समानांतर में दिखाया जा रहा है क्योंकि ये समानांतर कनेक्शन हैं तो जो प्रभावी लोड यह ड्राइवर चलाएगा वह कुछ इस तरह का होगा R को N से विभाजित किया जाएगा तो यदि आपका R 75 ओम है और आप 3 अंक चला रहे हैं तो एक प्रभावी लोड होगा यानि कि 25 घंटे और यह एक बिंदु है जिस पर बाद में मैं फिर से आऊंगा कि उच्चतर बिजली ड्राइविंग क्षमता के लिए आपको अक्सर समानांतर में 2 या अधिक ड्राइवरों को जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है तो यह एक रणनीति है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं लेकिन जाहिर है आप समझ सकते हैं कुछ कमियां हैं आपको हर क्लॉक पिन को एक प्रतिरोध के साथ उपयोग या समाप्त करना होगा जो अतिरिक्त क्षेत्र अतिरिक्त ओवरहेड को उकसाएगा जो हमेशा संभव नहीं हो सकता है इसलिए यद्यपि यह विधि एक विकल्प है जहां आप क्लॉक को अलग अलग पिनों तक ले जा सकते हैं और फिर स्क्यू संतुलन बनाने के लिए एक और बिंदु आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि मकड़ियों के सभी पैर लगभग बराबर हों तो इस उद्देश्य के लिए आपको इसे एक विशेष तरीके से रूट करना पड़ सकता है आपको कुछ समय के लिए चक्कर लगाना पड़ता है इसे स्नैकिंग कहते हैं जैसे कि एक सांप इस तरह लेटता है सीधे जाने के बजाय आप दूसरी लाइन के साथ मैच करने के लिए जानबूझकर एक लाइन लम्बी बनाते हैं ऐसी चीजें आपको करनी पड़ सकती हैं इसलिए दूसरा विकल्प क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन ट्री है तो क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन ट्री कुछ इस तरह दिखता है तो यहां आप एक ही ड्राइवर के बजाय देखते हैं मेरे पास कई ड्राइवर हैं और इन ड्राइवरों को एक पेड़ की शाखाओं के साथ रखा गया है इसलिए मैं एक पेड़ की तरह क्लॉक नेटवर्क बिछा रहा हूं अब मान लें कि इस चित्र में दिखाए गए अनुसार 12 टर्मिनल बिंदु हैं इसलिए एक क्लॉक स्रोत से शुरू होकर मैं पहले इस ड्राइवर के सम्बन्ध में 3 क्लॉक स्रोत पर जा रहा हूं फिर इनमें से प्रत्येक ड्राइवर 4 लाइनें चला रहा है और इनमें से प्रत्येक ड्राइवर को मैं दिखा रहा हूं यह फिर से 4 और को चला सकता है सकता है मैं सिर्फ एक लाइन दिखा रहा हूं तो अब इस तरह से आपको जो लाभ होगा वह 2 प्रकार का होगा पहले आपको बहुत बड़े ड्राइवरों की ज़रूरत नहीं है आपको छोटे ड्राइवरों की ज़रूरत है और सभी ड्राइवर बहुत समान आयाम और आकार के हो सकते हैं दूसरे यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं कि सिग्नल की मुख्य देरी ड्राइवरों की देरी होगी क्योंकि शायद ये इंटरकनेक्शन देरी कम होगी इसलिए इस इंटरकनेक्शन की देरी ड्राइवर की देरी की तुलना में बहुत कम होगी लेकिन हम भी तारों को इस तरह से संतुलित करने की कोशिश कर रहे होंगे कि तार की लंबाई लगभग बराबर हो इसलिए क्लॉक स्रोत से लेकर क्लॉक टर्मिनलों तक आपको ट्रैवर्स किए जाने के लिए ठीक 3 ड्राइवरों की आवश्यकता होती है तो विचार यह है कि आप अपने क्लॉक नेटवर्क को इस तरह से बिछा रहे हैं कि स्वचालित रूप से क्लॉक स्रोत से देरी हो रही है और क्लॉक टर्मिनल बिंदु लगभग बराबर हो जाते हैं आपके द्वारा ट्रैवर्स किए जा रहे जा रहे ड्राइवरों की संख्या बराबर है और एक ड्राइवर के लिए भी फिर जिस तरह से आप लेआउट करते हैं उसके लिए किसी तरह का नियमित लेआउट होना चाहिए सभी तार की लंबाई बराबर होनी चाहिए तो वह विलंब भी लगभग बराबर ही होगा तो यह क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन ट्री के पीछे मूल सिद्धांत है इसलिए हम अब एक और चीज क्लॉक बफ़र्स का उपयोग करते हैं यहां मैं दिखा रहा हूं तो हमें क्लॉक बफ़र्स की आवश्यकता क्यों है क्लॉक बफ़र्स एक स्पष्ट कारण है जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अधिक करंट ड्राइव करने की आवश्यकता है हो सकता है कि क्लॉक स्रोत 100 या 1000 अंक तक करंट को ड्राइव न कर सके इसलिए मुझे करंट को बढ़ाने के लिए बफ़र्स की आवश्यकता है लेकिन इसके अन्य कारण भी हैं पहली बात यह है कि क्लॉक सिग्नल प्रकृति में वैश्विक है क्लॉक की लाइनें आमतौर पर चिप के एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत लंबी होती हैंऔर अगर लंबी लाइनें हैं तो कैपेसिटेंस और प्रतिरोध वितरित किए जाएंगे और RC विलंब होगा तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए मेरे पास एक चिप है तो मेरे पास यहां एक क्लॉक पिन है इस क्लॉक पिन से यहां पिन तक मैं एक लंबी क्लॉक तार बिछा रहा हूं अब क्योंकि इस लाइन के साथ ट्रांसमिशन लाइन कारकों का मतलब है कि प्रतिरोधक प्रभाव होंगे कैपेसिटिव प्रभाव होंगे केवल एक स्थान पर नहीं बल्कि हर जगह होंगे अब जितनी लाइन लम्बी होगी उतनी ही ज्यादा बड़ी RC की वैल्यू होगी और जैसा कि आप किसी भी प्रकार के RC नेटवर्क के लिए जानते हैं यदि हम R या C की वैल्यू को कम कर पाएं तो देरी को कम किया जा सकता है लेकिन अगर हमारे पास एक लंबा तार है तो यह R और C दोनों अधिक होंगे लेकिन इसके विपरीत यदि हम एकल लंबे तार के बजाय इसे बफ़र्स डालकर छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो आप प्रत्येक टुकड़े में इफेक्टिव RC के प्रभाव को कम करते हैं ये सेगमेंट बहुत कम होंगे और लंबे तार के लिए इसका योगदान छोटे तार की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ता है तो इन छोटे खंडों की देरी का योग इस लंबे खंड की देरी की तुलना में बहुत कम होगा तो विचार यह है कि यदि हम छोटी अंतर्संबंधों में एक लंबे अंतरसंबंध को तोड़ने के लिए बफ़र्स का उपयोग करते हैं तो आपका समग्र विलंब कम होगा जो कि एक कारण है और आप यह तर्क दे सकते हैं कि मैं तारों को चौड़ा करके अपनी RC देरी को कम कर सकता हूं मैं RC प्रतिरोध और कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ तो मान लीजिए कि मैं इस तरह एक तार बिछा रहा हूं मैं इसे एक आयत के रूप में दिखा रहा हूं इसलिए एक विकल्प के रूप में मैं इसे चौड़ा बना सकता था इसलिए अगर मैं इसे चौड़ा बनाता हूं तो इसका मतलब कम प्रतिरोध होगा लेकिन इसका मतलब कैपेसिटेंस में वृद्धि भी होगा क्योंकि अगर तार चौड़ी है तो दूसरी परत को कैपेसिटेंस भी अधिक होगी क्योंकि चौड़ी तार में एक अन्य परत की तुलना में बहुत अधिक युग्मन होगा यदि आप फार्मूला याद करें कि कैपेसिटेंस का मान प्लेट के क्षेत्र के लिए आनुपातिक है और यदि आप तारों को चौड़ा बनाते हैं तो प्लेट के क्षेत्र में विस्तार बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो बस तारों को संकरा बनाने या चौड़ा करने से आपको मदद नहीं मिलेगी बीच बीच में बफ़र्स को शामिल करना होगा इसलिए हमारे पास जो शुद्ध निष्कर्ष है वह यह है कि हमें RC विलंब को कम करने के लिए बफ़र्स को शामिल करना होगा लेकिन एक और फायदा है यह क्लॉक की तरंग को संरक्षित करने में मदद करता है इसका क्या मतलब है इसलिए जब भी कोई सिग्नल एक डिजिटल सिग्नल हम 0 1 के बारे में बात कर रहे हैं यह लंबी दूरी पर चलता है तो फिर से इस RC प्रभाव के कारण सिग्नल की प्रकृति विकृत हो जाती है संचार लाइन की लंबाई जितनी अधिक होगी विरूपण उतना अधिक होगा इसलिए अगर मैं कुछ समय के बाद एक बफर लगा देता हूँ तो बफर के आउटपुट सिग्नल के कारण यह सिग्नल फिर से विरूपण मुक्त हो जाएगा इसलिए हम सिग्नल शोर या विरूपण की अधिकतम मात्रा को नियंत्रित कर रहे हैं जो बफ़र्स में जा सकते हैं इसमें भी मदद मिलेगी विलंब को बढ़ाया जाएगा लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में बड़ी संख्या में बफ़र्स शामिल किए जा सकते हैं और यह कुल क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत हिस्से पर ही अधिकार कर सकता है और यह बफ़र्स अपस्ट्रीम लोड प्रतिबाधा से क्लॉक के जाल को अलग करने में मदद करते हैं तो इस बिंदु का क्या मतलब है मान लीजिए कि मेरे पास एक बफर है जो सीधे ड्राइव कर रहा है मान लीजिए कि 100 क्लॉक लोड हो रही हैं इसलिए मैं जो कुल लोड चला रहा हूं वह 100 लोड है इसलिए प्रत्येक लोड का कुछ कैपेसिटेंस मूल्य होगा वे सभी 100c जुड़ जाएंगे लेकिन यदि हम किसी वितरण प्रणाली का उपयोग करते हैं तो प्रत्येक ड्राइवर 100 नहीं चलाएगा लेकिन शायद केवल 4 या 5 तक हीं चलाएगा इस प्रकार जो लोड मैं ड्राइव कर रहा हूँ वह लोड भी काम होगा और यह तेज़ी से भी चलेगा इसलिए वास्तव में जो कुछ भी मैंने कहा है यह आरेख उसका संक्षेप है यदि आप बफ़र्स को क्लॉक के पेड़ की शाखाओं के साथ वितरित करते हैं तो प्रत्येक शाखा के साथ इस तरह का एक प्रतिरोधक और कैपेसिटिव प्रभाव दिखाया जाएगा लेकिन यह छोटे वायर सेगमेंट तक सीमित रहेगा इसलिए प्रत्येक सेगमेंट के लिए RC देरी बहुत कम होगी और आखिरकार आप उन वास्तविक सर्किट को ड्राइव करते है जहां क्लॉक अनुक्रमिक तत्व की आवश्यकता होती है इसलिए संक्षेप में आपको एक क्लॉक के स्रोत को कई फ़्लॉप फ्लॉप्स में भेजने की आवश्यकता है जो पूरे चिप में फैले हो सकते हैं इन्हें क्लॉक सिंक कहा जाता है इसलिए हम इस जाल को लंबी तारों के माध्यम से जोड़कर नहीं भेजते हैं बल्कि हम इस तरह के पेड़ के रूप में बफ़र्स को शामिल करते हैं और फिर हम इन बफ़र्स का उपयोग सीधे इन फ्लिप फ्लॉप को ड्राइव करने के लिए कर सकते हैं यह वही है जिसके बारे में हमने अभी तक बात की है अब क्लॉक के बफ़रिंग के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण को देखते हैं मान लीजिए कि हम पेड़ की शाखाओं में बफ़र्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं हम एक बहुत बड़े बफर को डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो सभी क्लॉक सिंक को चलाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होगा इसमें पर्याप्त क्लॉक ड्राइविंग क्षमता होगी अब CMOS तकनीक से कुछ ज्ञात परिणाम फिर से मिलते हैं जब आप ऐसे बफ़र्स डिज़ाइन करते हैं यदि आप एक बहुत बड़े बफर को डिज़ाइन करते हैं जो हमेशा संभव होता है लेकिन उस बफर को बहुत बड़े आयाम ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होगी अब जब आप ट्रांजिस्टर को बड़ा करते हैं तो ट्रांजिस्टर के प्रतिरोध या कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा जो ट्रांजिस्टर के स्विचिंग विलंब को बढ़ा सकता है जैसे कि 0 से 1 या 1 से 1 देरी या 1 से 0 देरी तो इसकी वजह से एक सामान्य डिजाइन दिशानिर्देश यह है कि एक बड़े बफर का उपयोग करने के बजाय आप कुछ इस तरह का उपयोग करें सबसे पहले एक बहुत छोटे बफर का उपयोग करें फिर आप थोड़े लंबे बफर का उपयोग करें फिर आप इस तरह से थोड़ा बड़े बफर का उपयोग करें तो प्रत्येक बफर दूसरे की तुलना में कारक f द्वारा बड़ा है तो अगर यह 1 का आकार है तो यह f होगा यह f वर्ग होगा और इसी तरह यह मानक अभ्यास है यह दिखाया गया है कि यदि आप उचित तरीके से f का चयन कर सकते हैं तो इस विधि में कुल देरी एक एकल बफर प्रकार की तुलना में काफी अनुकूलित होगी इसलिए इस आरेख में हालांकि हम बड़े केंद्रीयकृत बफर देख रहे हैं उस केंद्रीकृत बफर को हम उत्तरोत्तर बड़े बफर की श्रृंखला के रूप में दिखा रहे हैं लेकिन यह एकल केंद्रीकृत बफर सभी सिंक को चलाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है तो अगर आप तारों को इस तरह से लेआउट कर सकते हैं कि सभी लंबाई लगभग समान हैं तो स्क्यू न्यूनतम हो जाएगा अब यह दृष्टिकोण यदि आप शामिल कर सकते हैं या यदि आप कार्यान्वित कर सकते हैं तो यह आपको बेहतर स्क्यू न्यूनतमकरण देगा क्योंकि आपका बफर एक ही स्थान पर है केवल तारों को लंबाई के संदर्भ में मिलान करने की आवश्यकता होती है और आप परजीवी R और C देख सकते हैं लेकिन आप बफर के बारे में चिंतित नहीं हैं आप केवल लंबाई को बराबर करने के बारे में चिंतित हैं यदि आप बफ़र्स को कई जगह पर वितरित करते हैं तो कई छोटे छोटे बफ़र्स बफ़र्स में भी छोटी परिवर्तनशीलता होगी 2 बफ़र्स कभी भी समान नहीं हो सकते जब वे गढ़े जाते हैं उनके मापदंडों में छोटे अंतर होंगे इसलिए कुछ भिन्नताएं भी चलेंगी इसलिए जैसा कि मैंने कहा था कि हमें केवल पेड़ की तार की लंबाई को बराबर करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है इसलिए दृष्टिकोण 2 जहाँ आप पेड़ के किनारों के साथ बफ़र्स को शामिल कर रहे हैं इसलिए हम समान बफ़र्स का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि मैं यहाँ कह रहा हूँ कि हर बफ़र 4 अन्य बफ़र्स चला रहा होगा तो उनका आकार उनकी करंट ड्राइविंग क्षमता उसी तरह होगी इसलिए यदि हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी शाखाओं के साथ देरी समान होगी क्योंकि सभी बफ़र्स में समान विलंब होगा और यदि हम इस तरह के नेटवर्क को लेआउट कर सकते हैं जोकि हम बाद में देखेंगे कि कैसे हमारे पास क्लॉक के पेड़ का एक बहुत ही नियमित लेआउट हो सकता है जो न केवल बफर देरी के समीकरण को सुनिश्चित कर सकता है बल्कि इंटरकनेक्ट के विलंब को भी सुनिश्चित कर सकता है तो इस तरह से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं आपकी समग्र देरी होगी इसका मतलब है कि स्क्यू को कम किया जाएगा अब आइए हम व्यापक टोपोलॉजी पर आते हैं आप देखते हैं कि हमने प्रकृति में कुछ दार्शनिक के बारे में जो कुछ भी बात की थी मैंने कहा कि कई क्लॉक सिंक या तो एक क्लॉक बफर का उपयोग करते हैं उन्हें अच्छे तरीके से वितरित करते हैं जैसे कि स्क्यू संतुलित होता है या एक बड़े बफर के बजाय वितरण के दौरान उपयोग करता है छोटे छोटे बफ़र्स लेकिन उन्हें पेड़ की हर शाखा के साथ रखा जाता है अब एक सामान्य चिप में आपको लगता है कि यह एक प्रोसेसर चिप हो सकता है यह चिप पर एक सिस्टम हो सकता है और प्रोसेसर ही नहीं प्रोसेसर और मेमोरी है अन्य कार्यात्मक इकाइयां हैं बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सर्किट हैं इसलिए चिप के हर हिस्से के लिए आवश्यकताएं समान नहीं होंगी तो आप क्लॉक कैसे वितरित करते हैं इसलिए कुछ व्यापक दृष्टिकोण की हम अब एक एक करके बात कर रहे हैं इन्हें टोपोलॉजी क्लॉक टोपोलॉजी कहा जाता है टोपोलॉजी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं यह क्लॉकका पेड़ है तो बस आपकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए हम मूल रूप से एक पेड़ की संरचना कर रहे हैं यह एक द्विआधारी पेड़ हो सकता है उदाहरण के लिए यह उच्च आयाम का पेड़ हो सकता है हर बफर 4 बफ़र्स चला सकता है इसलिए यहां मैं 2 दिखा रहा हूं तोअंतिम बफ़र क्लॉक पिन के एक सेट को और कुछ टर्मिनल पॉइंट्स को चला रहा होगा इस तरह से क्लॉक ट्री की रचना की जा सकती है लेकिन यहां इस टोपोलॉजी में हम मान रहे हैं कि बफ़र्स का आखिरी स्तर जहाँ भी हमने उन्हें रखा है क्लॉक टर्मिनल उन के करीब होना चाहिए तो बफ़र्स का अंतिम स्तर क्लॉक टर्मिनलों के करीब होना चाहिए ताकि आप उन्हें छोटे तारों से जोड़ सकें और उन तारों की लंबाई भी लगभग बराबर होनी चाहिए लेकिन फिर से यह संभव है यदि आपका लेआउट किसी प्रकार का नियमित है तो आपका सर्किट नियमित है तो क्लॉक के पेड़ के इस टर्मिनलों में से प्रत्येक से आप क्लॉक के संकेतों को जोड़ने के लिए समान तारों को लेआउट कर सकते हैं यह एक है दूसरा एक अधिक सामान्य है और कई प्रोसेसर चिप्स वास्तव में इस तरह की रणनीति का उपयोग करते हैं इसलिए वे जो सुझाव देते हैं कि जैसे हम कुछ मामले के अध्ययन के बारे में बात करते हैं वैसे ही बाद में फिर से इस पर वापस आएंगे यह एक 2 वितरण का कुछ प्रकार है शीर्ष स्तर के वितरण में इसका मतलब है कि हम एक क्लॉक के पेड़ का उपयोग करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह भी एक द्विआधारी पेड़ है मैं दिखा रहा हूं यह उच्च आयामों के कुछ अन्य पेड़ हो सकते हैं अब आपके पास एक बाइनरी ट्री जैसी संरचना है जैसा कि हमने पहले कहा था कि हमारे पास एक क्लॉक ट्री है क्लॉक ट्री आखिर में स्टोरेज सेल के सभी पिनों को फीड कर रहा है इसलिए जहाँ भी हमारी आवश्यकता होती है वहां स्टोरेज सेल का उपयोग करते हैं लेकिन फिलहाल के लिए इन्हे भूल जाते हैं कुछ समय के लिए हम मानते हैं कि एक ग्रिड है जिसे हम अपने चिप के साथ बनाते हैं यह एक धातु का ग्रिड कनेक्शन है वे सभी एक साथ शॉर्ट होते हैं यह ठोस रेखाएं तार हैं वे सभी एक साथ जुड़े हुए हैं और जिस पेड़ से मैं पेड़ बनाता हूं वह शीर्ष पर है हर टर्मिनल पर क्लॉक ट्री शीर्ष पर है यह ड्राइविंग या क्लॉक टर्मिनल नहीं है लेकिन ग्रिड के एक बिंदु को चला रहा है तो इस आरेख के संबंध में शायद एक बिंदु इस बिंदु को चला रहा है एक बिंदु इसे चला रहा है इसलिए इन ग्रिड टर्मिनलों में से प्रत्येक जो हमारे पास है क्लॉक ट्री इन सभी टर्मिनलों को चला रहा है जिसका अर्थ है कि मेरे पास कुछ प्रकार के समानांतर ड्राइवर कनेक्शन हैं उदाहरण के लिए इस मामले में 5 x 5 हो सकते हैं 25 ऐसे ड्राइवर हो सकते हैं जो इस ग्रिड में 25 पिन चलाते हैं तो करंट ड्राइविंग क्षमता 25 गुना अधिक होगी और एक बार हमारे पास यह ग्रिड एक धातु की परत पर होगी अब निचले स्तर पर जहां आपके पास सर्किट हैं जहां आपको क्लॉक की आवश्यकता होती है आप इसे निकटतम ग्रिड बिंदु से खींचते हैं आप क्लॉक ट्री को ग्रिड से अलग कर रहे हैं क्लॉक ट्री प्रकृति में नियमित होगा वे ग्रिड को फीड करेंगे वे समानांतर रूप से ग्रिड को चलाएंगे और निचले स्तर पर जहां आपके पास सर्किट हैं आप निकटतम ग्रिड बिंदु से क्लॉक को टैप करते हैं यह ट्री द्वारा संचालित तथाकथित क्लॉक नेट मेष के पीछे का सिद्धांत है और तीसरा विकल्प हमारे पास फिर से एक बाइनरी ट्री है लेकिन देरी के समीकरणों के लिए कभी कभी आप उप ट्रेस में कुछ क्रॉस लिंक जोड़ सकते हैं जैसे कि यह लाल लिंक एक क्रॉस लिंक है कभी कभी आप इसे क्लॉक में देरी को बराबर करने के लिए ऐसा करते हैं हो सकता है कि इसके कुछ हिस्सों में लंबे तारों की वजह से लंबी RC देरी हो देरी अधिक है इसलिए देरी को कम करने के लिए आप 2 शाखाओं को एक साथ जोड़ सकते हैं ताकि वे समानांतर में आएं और देरी कम हो जाए इसलिए सामान्य तौर पर आप इन सभी टोपोलॉजी को एक साथ जोड़ सकते हैं यह एक चिप है आपके पास क्लॉक पिन हो सकता है जो फीड कर रहा है कई क्लॉक सर्किटरी में आपके पास एक PLL है चरण लॉक लूप प्रकार का सर्किट जो क्लॉक सिग्नल को आंतरिक रूप से सिंक्रनाइज़ कर रहा है और इससे आप इसे विश्व स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों वितरित कर सकते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में आपके पास एक ग्रिड संरचना हो सकती है जिसके बारे में मैंने बात की है तो आपके पास एक पेड़ हो सकता है जो एक ग्रिड को फीड करेगा तो आपके पास एक क्लॉक ट्री हो सकता है लेकिन ग्रिड की आवश्यकता नहीं है बहुत कम कनेक्शन की आवश्यकता है तो आप इस तरह से अपने क्लॉक ट्री के डिजाइन को अनुकूलित कर सकते हैं इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं हम अपने अगले व्याख्यान में विभिन्न ट्री डिस्ट्रीब्यूशन रणनीतियों पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे धन्यवाद